नमस्कार दोस्तों आज हम क्या प्रस्तुत करना है और कैसे पर चर्चा करने जा रहे हैं यदि आपको याद हो पिछली कुछ कक्षाओं में हमने सुनने और बोलने के कौशल और अंत में बातचीत कौशल पर काम करना शुरू किया था हालांकि जब हम प्रस्तुति के बारे में बात कर रहे हैं तो बोलने पर फोकस होगा पर बोल्न यह थोड़ा अलग संदर्भ होगा बातचीत संवाद या पारस्परिक संचार के संदर्भ में बोलना एक ऐसा स्थान है जहाँ पर लेन देन पर ध्यान दिया जाता है जहाँ दोनों लोग बोल रहे हैं या अनायास बोलना अपेक्षित है 'प्रस्तुति' निश्चित रूप से बहुत अधिक औपचारिक स्थिति है जहां दिशानिर्देशों के एक अलग सेट को जोड़ा जा सकता है इसलिए यह सुधार या मैं कहूंगा कि यह संशोधन कुछ ऐसा है जिसे व्यवस्थित तरीके से संबोधित करने की आवश्यकता है इसलिए आज हम उन मूल तत्वों को देख रहे हैं जो श्रोताओं की प्रतिक्रिया का गठन करते हैं और इससे पहले प्रस्तुति की आवाज और भाषा के हाव भाव और दृश्य प्रस्तुति का आयोजन करते हैं और हम इसे 2 सत्रों में कवर करेंगे हालाँकि इससे पहले कि यदि आप अपनी प्रेजेंटेशन विंडो को नीचे देखते हैं तो आप पाएंगे कि एक क्विज़ संलग्न किया जाएगा आप यह पता लगाने के लिए क्विज़ भी ले सकते हैं कि आप कितने अच्छे प्रस्तोता हैं पहली 3 चीजें जिन पर हम ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं वे होंगे ऑडिशन ऑर्गनाइजेशन द प्रेजेंटेशन एंड वॉयस एंड लैंग्वेज लेकिन इससे पहले कि हम उस पर आगे बढ़ें हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि प्रस्तुति से हमारा वास्तव में क्या मतलब है प्रस्तुति एक ऐसी स्थिति है जहां केवल एक व्यक्ति या लोगों का एक समूह संचार कर रहा है और यह उम्मीद की जाती है कि लोगों का एक अन्य समूह जो कोई भी संवाद कर रहा है उसे सुन रहा है आप एक कंपनी में एक प्रस्तुति बना सकते हैं आप अपनी कंपनी की बिक्री पर प्रस्तुति बना सकते हैं आप एक शिक्षक के रूप में कक्षा के लिए प्रस्तुति बना सकते हैं प्रस्तुति वह जगह है जहाँ एक व्यवस्थित व्यापक तरीके से विचारों का एक सेट प्रस्तुत किया जाता है या एक विचार विस्तृत रूप से विस्तृत और प्रस्तुत किया जाता है इसलिए जब हम इन मुद्दों के बारे में बात कर रहे हैं तो यह महसूस करना बहुत महत्वपूर्ण है कि इसके लिए निश्चित मात्रा में तैयारी की आवश्यकता है अब हम एक बार बातचीत कौशल और बोलने के कौशल के साथ तुलना करेंगे जहां आप पाएंगे कि ध्यान एक सामान्य तैयारी या एक सतत तैयारी पर था सीखने की एक सतत प्रक्रिया जैसा कि आप लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं जैसा कि आप लोग को सुन रहे हैं जैसा कि आप लोगों से बोल रहे हैं क्यों क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आप यह जानने की स्थिति में होंगे कि कैसे सहजता से विभिन्न स्थितियों में प्रतिक्रिया दें दूसरी ओर जब हम प्रस्तुति के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको एक निश्चित समय दिया जा रहा है यह कम से कम 1 मिनट हो सकता है यह 1 महीने भी हो सकता है मान लीजिए कि आप एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रस्तुति देने जा रहे हैं और इसकी तैयारी के लिए आपके पास एक महीने का समय है लेकिन आप समय की मात्रा पर ध्यान दें आपको प्रस्तुति को बनाने के लिए 15 मिनट का समय दिया जा सकता है यहां तक कि अगर आपके पास इसकी तैयारी करने के लिए 1 महीना है या आपके पास प्रस्तुति देने के लिए सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट का समय हो सकता है तो आप जो इसमें डाल सकते हैं वह महत्वपूर्ण है प्रस्तुति का दूसरा पहलू अन्य प्रकार के उपकरणों का उपयोग है आप ब्लैक बोर्ड का उपयोग कर सकते हैं आप पेन और पेपर का उपयोग कर सकते हैं और आप एक मार्कर और एक व्हाइट बोर्ड का उपयोग कर सकते हैं आप कंप्यूटर का भी उपयोग कर सकते हैं आप स्लाइड का उपयोग कर सकते हैं आप तस्वीरों चित्रों ध्वनियों का उपयोग कर सकते हैं इसलिए आप देखते हैं कि जाहिर है हम कई क्षेत्रों को कवर कर रहे हैं और बाद की स्लाइडों में से एक में जहां हम मल्टीमीडिया के साथ सौदा करते हैं मैंने पहले ही चर्चा की है कि हम ऐसा कर रहे हैं कि हम इनमें से कुछ पहलुओं को अधिक विस्तृत तरीके से देखेंगे इन सभी चीज़ों को एकीकृत करने के लिए हमारे पास कुछ हाथ होंगे हम इसकी योजना भी बनाएंगे लेकिन आज हम दर्शकों की अवधारणा पर ध्यान केंद्रित करें आपके दर्शक कौन हैं और सबसे पहला सवाल यह है कि आपको किन बातों को ध्यान में रखना है क्योंकि आप एक प्रस्तुति के लिए अपने दर्शकों पर निर्भर रहेंगे मान लीजिए मैं अपने समकालीनों अपने साथियों अपने दोस्तों के लिए यह प्रस्तुति दे रहा हूं जो इस क्षेत्र में हैं शायद मेरी प्रस्तुति बहुत अलग होगी मैं उन बुनियादी बातों के बारे में बात नहीं करूंगा जो मैं इस क्षेत्र में किए गए अनुसंधान के बारे में बात कर सकता हूं मैं उद्धरणों के बारे में बात करूंगा मैं इस विशेष क्षेत्र में जिस तरह के शोध कर रहा हूं उसके बारे में बात करूंगा इसलिए चीजों को पेश करने की पूरी प्रक्रिया और साथ ही मैं जो भी पेश करता हूं वह बहुत अलग होगा हालाँकि मेरे पास श्रोताओं की एक विस्तृत श्रृंखला है लेकिन मूल रूप से ऐसे लोगों को संबोधित कर रहे हैं जो पहली बार या दूसरी बार आकर बैठ सकते हैं और इस समस्या को देख सकते हैं या एक प्रस्तुति कैसे प्रस्तुत की जा सकती है इत्यादि इसलिए श्रोतागण मायने रखता है क्योंकि आपकी प्रस्तुति को आपके दर्शकों के लिए पूरी तरह से तैयार किया जाना है अब मैं आपको शुरुआत दूंगा कुछ ऐसा जो शायद आपको एक विचार देगा और चर्चा में आप मुझे केवल प्रतिक्रिया दे सकते हैं और हम आपके जनसांख्यिकीय डेटा के आधार पर रुझान पा सकते हैं आपको कौन सा संयोजन पसंद है यह या यह अब मुद्दा यह है कि जब हम संयोजनों के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारे यहां दो ओवर हैं और यह अपने आप में आपको दर्शकों की प्रकृति में एक निश्चित सीमा तक बताएगा हालांकि यह अनुमान है कि हमें नहीं पता है कि ये अनुमान हैं कि लिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है तो वह पुरुष आबादी इस तरह के रंग की तरह अधिमानतः हो सकती है जबकि एक महिला आबादी अधिमानतः इस तरह के रंग की तरह हो सकती है हम वास्तव में नहीं जानते हैं दूसरी बात जो यह निर्धारित कर सकती है कि यह एक संदर्भ है यदि आप फैशन के बारे में बता रहे हैं यदि आप बच्चे के खिलौने के बारे में बता रहे हैं तो यह अधिक उपयुक्त होगा तो यह सिर्फ दर्शकों पर है दर्शकों को भी एक संदर्भ रखना होगा यदि आप ग्लैमर ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं अगर आप इत्र के बारे में बात कर रहे हैं तो यह अधिक उपयुक्त होगा इसलिए यह संदर्भ होगा इसलिए दर्शकों के साथ साथ संदर्भ भी तय करेगा कि हम किस प्रकार की प्रस्तुति देख रहे हैं लेकिन मुझे आशा है कि यह आपको एक उदाहरण देता है कि मैं आपके साथ क्या साझा करना चाहता हूं हमने पहले सत्रों में ही व्याख्यात्मक समुदायों के बारे में बात की है जहाँ मैंने 6 हाथियों और 6 अंधे पुरुषों का उदाहरण दिया है जहाँ आप देखते हैं कि वे लोग अलग अलग तरीकों से व्याख्या करते हैं संस्कृति भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्या काला है और क्या सफेद इन रंगों का आपके लिए अलग अलग मतलब होगा बहुत बार आप इस परंपरा के आधार पर पाएंगे कि आप किससे संबंधित हैं उदाहरण के लिए इसका अलग अर्थ होगा यदि आप धार्मिक संदर्भों को देख रहे हैं यदि आप भारतीय संदर्भ में बहुत बार काले रंग को देख रहे हैं तो सामान्य भारतीय सांस्कृतिक संदर्भ में और हिंदू संदर्भ में काला कुछ अशुभ का प्रतीक हो सकता है और सफेद कुछ का प्रतीक हो सकता है जो पवित्र हो सकता है लेकिन संकेत पिन अंक के लिए इतना आसान नहीं है क्योंकि सफेद भी एक रंग है जो विधवापन के लिए खड़ा है सफेद भी एक रंग है जो शांति या शांत के लिए खड़ा है तो आप वास्तव में मेरा मतलब नहीं जानते हैं लेकिन यह पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है कि संस्कृतियों में अलग अलग धारणाएं हैं और क्या आपको बात का सही अर्थ मिल रहा है काला एक रंग है जैसा कि मैंने आपको बताया था जिसे अशुभ माना जा सकता है काला एक रंग हो सकता है जो शोक का प्रतीक हो सकता है उदाहरण के लिए ईसाई परंपराओं में काला शोक का प्रतीक है दूसरी ओर जब हम हिंदू परंपरा को देख रहे हैं तो सफेद शोक का प्रतीक है इसलिए विभिन्न प्रकार की चीजों के लिए सांस्कृतिक अर्थ हैं मैं केवल एक संकेतक के रूप में रंगों के उदाहरण का उपयोग कर रहा हूं लेकिन आप किसी भी चीज के बारे में बात कर सकते हैं अम्बिगुइटी एक ऐसी चीज है जिस पर हमने चर्चा की है एक प्रस्तुति में आदर्श रूप से दर्शकों के पास एक स्पष्ट तस्वीर होनी चाहिए कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं अम्बिगुइटी एक ऐसी चीज़ है जिसे ज़्यादातर दर्शकों से बचना होता है जब तक कि आप उन दर्शकों को भ्रमित नहीं करना चाहते जो बहुत ही कम मामलों में किसी प्रस्तुति का उद्देश्य हो सकते हैं लेकिन ज्यादातर मामलों में एक प्रस्तुति का मुख्य फोकस जितना संभव हो उतना स्पष्ट होना है तो आप देखते हैं कि मैं आपको दो वाक्य दूंगा और आप पाते हैं कि सभी हालांकि वे समान दिखते हैं एक पहला मामला अर्थ बहुत स्पष्ट है दूसरे मामले में यह भ्रामक है और अर्थ बिल्कुल स्पष्ट नहीं है इसी तरह आप देखते हैं कि अम्बिगुइटी होने पर बातों का अधिक संभव अर्थ संभावित सुझाव हो सकता है वाक्यों के पहले सेट को समझना बहुत आसान है तो आप देखते हैं कि आप चीजों को अस्पष्ट या स्पष्ट कर सकते हैं अस्पष्ट प्रस्तुतियों को कई प्रश्नों को उठाना चाहिए और जब प्रस्तुति के बाद सवाल पूछे जाते हैं तोह आप जवाब भी नहीं दे पते अधिक अस्पष्टता अधिक भ्रम प्रश्नों की संख्या अधिक होना और बाद में खराब प्रस्तुति पर आधारित होना तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए संदर्भ कुछ ऐसा है जिसके भीतर कुछ अस्पष्टताओं को स्पष्ट किया जा सकता है कुछ क्षेत्रों में मुश्किल हो सकती है कि उन्हें विस्तार की आवश्यकता हो सकती है और यह वह संदर्भ है जो आपके लिए चीजों के अर्थ को समझना संभव बनाता है इसलिए जहां आप जटिल चीजों से निपट रहे हैं कृपया संदर्भ को देखें इसलिए एक बार जब मैं इस तरह से एक संदर्भ देता हूं तो आप पाते हैं कि पूरा अर्थ बदल जाता है आपके पास एक नया अर्थ है पूरी चीज को देखने का एक नया तरीका है एक दार्शनिक एक ही बात के बारे में पूरे अर्थ में परिवर्तन करता है ठीक है अब यहां एक उदाहरण है कि आप जो कहते हैं उसकी व्याख्या की जाती है और मैं आपको एक और उदाहरण संदर्भ दूंगा प्रसंग कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर है संदर्भ कुछ है जो आप बनाते हैं अब हम कश्मीर के लिए 2 संदर्भ बनाएंगे नेत्रहीन और देखते हैं कि आप कैसे जवाब देते हैं कि मैं फिर से दोहराता हूं मैं दृश्यों का उपयोग कर रहा हूं क्योंकि वे सरल हैं और उन्हें समझना आसान है और मुझे आशा है कि आप जो मैं कहना चाह रहा हू उसका अर्थ निकाल लेंगे किस तरह का अर्थ हम किस तरह के कश्मीर को देख रहे हैं आप देखेंगे की कश्मीर शब्द यहाँ लिखा है वहाँ 2 रंग हैं एक अग्रभूमि रंग है एक पृष्ठभूमि रंग है और वे शायद आप के बारे में पहले से ही सोचा है कि यह हरियाली सौंदर्य और उस से संबंधित सभी प्रकार की चीजों को दर्शाता है अब हम अर्थों को थोड़ा बदल देते हैं अब आप देखते हैं कि जो रंग यहां पर उपयोग किए जाते हैं वे कश्मीर के अर्थ को बदल देते हैं यह कश्मीर हरित कश्मीर नहीं है जिसे हम पहले देख रहे थे संदर्भ बदल गया है जब हम प्रस्तुतियों के दृश्य आयामों के बारे में बात करते हैं तो हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे लेकिन यहां एक छोटा सा उदाहरण है कि आप प्रस्तुति को कैसे देखते हैं आप बस उस पृष्ठभूमि का रंग को देखते है अग्रभूमि रंग पृष्ठभूमि छवि और अग्रभूमि छवि बहुत सरल लगती है कश्मीर शब्द का कुल अर्थ पूरी तरह से बदल जाता है और उसी के आधार पर प्रस्तुतियाँ हो सकती हैं जो आप करने जा रहे हैं इस तरह की धुन सेट करें कि आप उस धुन को सेट करें जो आप उसके बाद पेश करने जा रहे हैं ये छोटी सी ट्रिक यह छोटी सी जागरूकता आपकी मदद करने वाली है इसलिए चित्र और उनके रिश्ते पर नज़र डालते हैं और आप पाते हैं कि जब आप चित्र लगा रहे होते हैं तो हम अगले पृष्ठ में इसके बारे में और अधिक विस्तार से बात करेंगे लेकिन जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूं वह संदर्भ संस्कृति विषयगत आयाम जैसे आयामों में से कोई भी छवि आयामों के रूप में ऑडियंस के साथ एकीकृत है छवियों का उपयोग कैसे करें कैसे उन्हें दर्शकों के लिए प्रस्तुत करने के लिए समझ बनाने या न बनाने के लिए आपको इस बारे में सावधान रहने की आवश्यकता है कि उन्हें कैसे आदेश दिया जाता है और क्या वे समझ में आते हैं या नहीं अब टिन टिन कॉमिक्स से ली गई इन छवियों को देखें इसका कोई मतलब नहीं है इसका अर्थ समझ में नहीं आता है आप तस्वीरों को कनेक्ट करने में सक्षम नहीं हैं हालाँकि अगर आप इसे एक साथ जोड़ते हैं भले ही आप उन्हें अलग अलग रख रहे हों और उन्हें पहले इस क्रम में दिखा रहे हों आप पाते हैं कि कुछ और हो रहा है इसका कारण है कॉज अँड इफैक्ट रिलेशनशिप इसलिए जब आप चीजों को प्रस्तुत कर रहे हैं चाहे वह छवियां हों चाहे वह ग्रंथ हों चाहे वह घटनाओं का अनुक्रम हो जो आपकी बहु आयामी प्रस्तुति के माध्यम से प्रकट होती है आप किस तरह से प्रस्तुत करते हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है किस क्रम में आप उन्हें स्थानिक या अस्थायी रूप से किस स्थिति में रखते हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑडियंस के आधार पर इसमें हेरफेर किया जा सकता है इसे संशोधित किया जा सकता है आज मैं इसे एक पहेली के रूप में रख रहा हूं आप के लिए तो मैं इस क्रम को बदल देता हूं लेकिन अगर मैं पूरी बात का हास्य दिखाने की कोशिश कर रहा होता तो जाहिर है मैंने इन चित्रों को नहीं छोड़ा होता और मैं इस छवि पर ध्यान केंद्रित करता मैंने पहले की कुछ प्रस्तुतियों में संस्कृति के बारे में बात की है लेकिन मैं केवल यह बताना चाहता हूं कि विभिन्न दर्शकों को विभिन्न प्रकार की संस्कृति या सांस्कृतिक झुकाव हैं जिनसे आपको अवगत होने की आवश्यकता है मैं आपको केवल दो उदाहरण दूंगा आपको लोगों का एक समूह मिलता है जो धार्मिक दिमाग वाले हैं और आप इन दोनों को उत्तेजनाओं के रूप में प्रस्तुत करते हैं आप उनसे पूछेंगे कि पेप्सी उनके लिए क्या संकेत देती है कालीपूजा उनके लिए क्या संकेत देती है और आपको उत्तरों की एक श्रृंखला मिलती है अब बस इस बात पर ध्यान दें कि आप इसे अपने माता पिता के साथ अपने दोस्तों के साथ भी कर सकते हैं अब ऑडियंस श्रेणी में बदलाव करें उसी शब्द को उनके लिए पेप्सी और कालीपूजा में पेश किया जा रहा है लेकिन यह कहने के लिए है कि युवा स्कूली बच्चों का एक समूह है तोह आप पाएंगे कि इन शब्दों से जुड़े शब्द बहुत भिन्न होंगे अब आप देखते हैं कि अब हम जो कर रहे हैं वह संस्कृति और दर्शक हैं तो एक सांस्कृतिक संदर्भ में इन दो शब्दों के अलग अलग अर्थ हैं और इसलिए जब आप इसे विभिन्न श्रेणियों के दर्शकों के साथ जोड़ते हैं तो अर्थ अपेक्षाएं झुकाव और दृष्टिकोण बदल जाते हैं और आपको लगता है कि यह एक कीवर्ड है हालांकि मैंने इसका उल्लेख यहां प्रस्तुतिकरण अभिविन्यास में नहीं किया है अब ये वे महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनकी आपको तब तलाश करनी चाहिए जब आप प्रस्तुति दे रहे हैं क्योंकि यदि आप उन दर्शकों के अभिविन्यास और दृष्टिकोण को जानते हैं तो आप बेहतर प्रस्तुति विकसित करने की स्थिति में हैं क्योंकि आप जानते हैं कि वे क्या पसंद करने जा रहे हैं तो आप जानते हैं वे किस चीज में रुचि रखते हैं आप जानते हैं कि वे किस बारे में बातचीत करने जा रहे हैं और इसलिए आपकी प्रस्तुति अधिक सफल होने वाली है यदि आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपकी प्रस्तुतियां खराब होने वाली हैं आइए बताते हैं कि कलिपुजा के विभिन्न विस्तृत धार्मिक आयामों के बारे में बात करते हुए छोटे बच्चे वास्तव में उनका ध्यान आकर्षित नहीं कर सकते हैं दूसरी ओर यदि आप उन्हें कहानियां सुना रहे हैं और यहां तक कि उन्हें कालीपूजा के बारेमे एक मजेदार और उल्लास चीज़े बता रहे हैं तो इस छात्रों के लिए पूरे अर्थ बदल जाते हैं और वे अधिक महत्वपूर्ण रूप से बातचीत करना शुरू कर देते हैं अब यहां एक बार फिर से यह है कि संदर्भ बदल जाता है यह एक तरीका है कि कालीपूजा को छोटे बच्चों के लिए समझा जा सकता है या जो भी यह सिर्फ एक विचार देने के लिए हो सकता है यह एक और तरीका है जिससे कि कालिपुजा को समझा जा सकता है जब फ़ॉन्ट बदलता है और एनीमेशन बदल जाता हैयहाँ एनीमेशन के माध्यम से दुर्गा को दिखाया जा रहा है यह गतिशीलता और इससे इसका अर्थ बदल जाता है कृपया ऑडियंस के रवैये दर्शकों की दिलचस्पी पर ध्यान दें यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके पास एक बहुत ही सफल प्रस्तुति होगी मैं पहले ही आपके साथ अम्बिगुइटी के बारे में अवधारणा साझा की है आप पाते हैं कि अम्बिगुइटी जो अपने दर्शकों के साथ नहीं होनी चाहिए बहुत ज्यादा मत लिखो बहुत ज्यादा मत बोलो चीजों को बहुत जटिल तरीके से मत डालो उन्हें बस जितना संभव हो उतना डालो अधिकांश प्रस्तुतियाँ मे ऐसी स्थिति होती हैं जहाँ विकर्षण होते हैं अधिकांश प्रस्तुतियाँ ऐसी स्थिति होती हैं जहाँ कोई व्यक्ति आपको पढ़ने के बजाय आपको सुन रहा होता है पढ़ना एक ऐसी स्थिति है जहाँ आप बहुत ही जटिल चीजें प्रस्तुत कर सकते हैं क्योंकि आप देखते हैं कि एक व्यक्ति बार बार पढ़ने में सक्षम है और एक बार फिर प्रस्तुति में व्यक्ति आपको सिर्फ एक बार भी सुन रहा है इस वीडियो व्याख्यान में आप शायद ही महसूस करेंगे फिर से जा रहा है कि ज्यादातर लोग इसे छोड़ देंगे इसलिए जब तक कि अर्थ बहुत आसानी से स्पष्ट नहीं हो जाता है कम से कम शुरुआत में प्रस्तुति सही नहीं है तो यहाँ कुछ प्रश्न हैं जिनकी शुरुआत आप तब करते हैं जब आप एक प्रस्तुति कर रहे होते हैं और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जब भी आप प्रस्तुतियाँ दें तो आप इन पर ध्यान दें अपने श्रोताओं की सूची बनाये जो उन्हें आपके दर्शकों को एक साथ लाता है वह विषम या सजातीय है आपके पास समान प्रकार के लोग होते हैं तो यह बहुत आसान है लेकिन जब लोगों को एक साथ लाया जाता है तो आपको पूरी प्रस्तुति को ध्यान में रखना होगा और आपको एक अलग अभिविन्यास रखना होगा अन्यथा यह एक विफलता होगी अलग अलग जगहों से बूढ़े युवा विभिन्न श्रेणियों के लोग एक साथ आएंगे की हमने दुर्गा पूजा का उदाहरण लिया अब आप जो भी क्षेत्र में प्रस्तुति बना रहे हैं आपको यह महसूस करना होगा कि दर्शकों को क्या लगता है और देखें कि क्या आपकी प्रस्तुति में कुछ घटक हैं जो उस अवसर से जुड़े हैं जैसे कि विशेष संदर्भ में यदि आप ऐसा करते हैं तो आप दूसरों की तुलना में अधिक सफल होंगे प्रस्तुति किस स्तर कितनी तकनीकीकितनी कठिन अथवा कितनी जटिल होनी चाहिए वह कुछ जिसे आपको तय करना होगा कि वे क्या उम्मीद करते हैं वे क्या चाहते हैं उनकी अपेक्षाएँ और उनकी इच्छाएँ बहुत महत्वपूर्ण हैं अगर यह सब पाठ्यक्रम आपके लिए कुछ अर्थ का है तो मुझे सफल होना पड़ेगा मुझे कम से कम 50 प्रतिशत की सीमा तक कम से कम सीमांत सीमा तक प्रत्याशित करने में सफल होना होगा कि आपको वास्तव में क्या चाहिए वास्तव में आपको क्या चाहिए वास्तव में आप क्या चाहते हैं अब जो लोग इस विशेष प्रस्तुति को देख रहे होंगे संभवतः वे लोग हैं जो एक दो प्रस्तुतियाँ बनाने में रुचि रखते हैं और उन्हें लगता है कि हो सकता है कि वे कुछ चीजें सीखेंगे अथवा उन चीजों को बनाने में उनकी मदद करेंगे अन्यथा प्रस्तुति विफल होगी श्रोतागण और प्रतिक्रिया अब हम उस इंटरैक्टिव प्रक्रिया को देख रहे हैं जो हम पूरी तरह से दर्शकों पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे लेखक और इरादा मैं क्या संवाद करना चाहता हूं बहुत बार हमारे पास कहानियां हैं वास्तव में मेरे एक सहकर्मी और हमारे एक छात्र ने यह पता लगाने के लिए एक प्रयोग किया कि लोग विभिन्न प्रकार की बॉडी लैंग्वेज से क्या समझते हैं अब यह कहने के लिए एक बात है कि मैं इसे संवाद करना चाहता हूं दूसरी बात यह है की क्या मैं संवाद करने में सक्षम हुआ मैं अपनी ख़ुशी अथवा अपनी रूचि संवाद करना चाहता हूँ लेकिन मैंने कुछ और ही सन्देश दिया इसलिए आप देखते हैं कि आप जो कहना चाहते हैं और जो आप वास्तव में कहने का प्रबंधन करते हैं उसके बीच एक अंतर हो सकता है आप क्या करना चाहते हैं और आप वास्तव में क्या करने में कामयाब रहे हैं आप क्या संवाद करना चाहते हैं और वास्तव में क्या आप संवाद करने में कामयाब रहे और यह एक ऐसी चीज है जिसे आपको बार बार क्रॉस चेक करने की आवश्यकता होगी प्रस्तुति के दौरान और प्रस्तुति से पहले भी जब आप इसकी तैयारी कर रहे हों तो कुछ मित्रों से पूछें कि क्या यह काम कर रहा है या नहीं क्योंकि आप प्रस्तुतियाँ करते रहते हैं या नहीं शायद आपको उन सहारा की आवश्यकता नहीं है लेकिन ऐसा करना बहुत महत्वपूर्ण है अपने पूरे जीवन में जब आप प्रस्तुतियाँ कर रहे होते हैं तो आपको उस जाँच की आवश्यकता होती है अब हम दूसरे चरण पर आते हैं जो 'प्रेजेंटेशन का संगठन' है अब जब आप अपने दर्शकों को जानते हैं तो यह पहली बात है कि आपने क्या किया है आपने पहचान लिया है कि आपके दर्शकों को क्या पसंद है दूसरा प्रश्न यह है कि अब आपके मन में एक विषय है कि आपको इन लोगों के लिए कुछ प्रस्तुत करना है आप यह कैसे करने जा रहे हैं इसलिए 'आर्गेनाईजेशन ऑफ़ प्रेजेंटेशन' अगला चुनौतीपूर्ण प्रश्न है जिसे हम उठाएंगे आप किसके साथ बात कर रहे हो हम पहले ही ऐसा कर चुके हैं जब हम दर्शकों को देख रहे हैं आप क्या संदेश देना चाहते हैं यह विषय पर निर्भर करेगा लेकिन विषय के पहले भी जो भी विषय की प्रकृति है उस विशेष विषय के बारे में क्या है जैसे हमारा विषय है 'जंगल की आग' भले ही यह जंगल की आग जैसा विषय हो क्या आप जंगल की आग के बारे में बात करने जा रहे हैं क्या आप इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि आप जंगल की आग की देखभाल कैसे कर सकते हैं आप इसे कैसे देख सकते हैं कि जंगल की आग कैसे बुझा जा सकती है क्या आप जंगल की आग को रोकने के बारे में बात करने जा रहे हैं आप देखते हैं कि भले ही विषय समान हो इरादे बहुत अलग हो सकते हैं इसलिए हमें उन मुद्दों को देखना होगा जब हम वास्तव में प्रस्तुति दे रहे होते हैं तो प्रस्तुति के लिए एक औपचारिक आयाम होता है प्रस्तुति के कुछ घटक होते हैं और प्रस्तुति देने से पहले ही जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको उनकी देखभाल करने की आवश्यकता होती है जैसे परिचय बाकी प्रस्तुति और फिर निष्कर्ष इन सभी घटकों के बीच एक अभिन्न लिंक होना चाहिए यह बहुत स्पष्ट रूप से स्पष्ट है लेकिन वास्तव में यह वास्तव में इतना स्पष्ट हैहर जगह हम परिचय के बारे में बात करते हैं फिर बाकी पाठ और फिर निष्कर्ष क्या वे वास्तव में अभिन्न हैं हम इसे कैसे करते हैं जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं ये सवाल हैं जिनका हम पता लगा रहे हैं आर्गेनाईजेशन ऑफ़ प्रेजेंटेशन' विभिन्न प्रकार का हो सकता है आप एक अलंकारिक प्रश्न का उपयोग कर सकते हैं आप सवाल और जवाब के बारे में बात कर सकते हैं मैं एक सवाल के साथ प्रस्तुति शुरू कर सकता हूं कि जंगल की आग क्या है मुझे उत्तर स्पष्ट रूप से पता है लेकिन मैं दर्शकों से प्रतिक्रियाएं प्राप्त करना चाहता हूं मैं इसे सक्रिय बनाना चाहता हूं मैं उन्हें दिलचस्पी लेना चाहता हूं और दर्शकों को इस समय उम्मीद हो सकती है कि किसी भी क्षण उन्हें सवाल मिलेगा और उन्हें जवाब देना होगा आप पहले निष्कर्ष के साथ शुरू कर सकते हैं आपने एक अध्ययन किया है कि कि भारतीय शास्त्रीय संगीत महत्वपूर्ण सीमा तक शांति की भावना या निश्चित प्रकार की उदासी का संचार करता है अब यह हमारा निष्कर्ष है और जाहिर है लोगों को यह जानने में दिलचस्पी होगी कि आपने इसे कैसे खोजा क्या आपने लोगों से जाकर पूछा कि वे संगीत के बारे में कैसा महसूस करते हैं क्या आपने उन्हें संगीत सुनने के लिए मनाया है अब यह वह जगह है जहाँ बाकी प्रस्तुति अनुसरण करती है और आप उन्हें बताते हैं कि आपने वास्तव में कैसे काम किया है जो कुछ हो सकता है हम बाद में लेंगे जब हम समग्र अवधारणा संगीत के तत्व ध्वनि के तत्व के बारे में बात करेंगे जिसकी चर्चा हम बाद के समय में करेंगे इसलिए संगठन वह जगह है जहाँ आप योजना बना रहे हैं आप अपनी प्रस्तुति को एक प्रश्न उत्तर सत्र के रूप में दे सकते हैं जिसका आपके पास पहले निष्कर्ष हो सकता है या नहीं भी हो सकता है आप रूटीन परिचय से प्रस्तुति को शुरू कर सकते हैं फिर निष्कर्ष पर जा सकते हैं आपने जो भी तय किया है आपको इसकी योजना बनानी होगी तो आप रूपरेखा नीचे लिखकर शुरू करते हैं यही मैं करना चाहूंगा हो सकता है कि आप बाद में अपना दिमाग बदल देंगे आप माइंड मैपिंग तकनीक का उपयोग कर सकते हैं माइंड मैपिंग तकनीक क्या है मैं क्षण भर में समझाता हूं आप स्टोरीबोर्ड का उपयोग कर सकते हैं एक स्टोरीबोर्ड मैं एक क्षण में समझाऊंगा फिर आप यह योजना बनाते हैं कि यह कैसे बहेगा समय और आप पूरी चीज को कैसे संक्षेप में प्रस्तुत करेंगे रूपरेखा कुछ इस तरह है कि पुस्तक का संदर्भ अंत में दिया गया है यह सिर्फ इस बात का उदाहरण है कि किस बारे में बात करनी है तो रूपरेखा वह होती है जहाँ आप अपने पॉइंट्स संक्षेप में लिखते हैं ऐसा क्या है जो आप करने जा रहे हैं परिचय शरीर और निष्कर्ष क्या आप करने की योजना बना रहे हैं तो माइंड मैपिंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ फिर से उसी किताब से लिया जाता है जो पीछे की ओर उद्धृत की जाती है जहाँ आप स्पर्शरेखा की ओर बढ़ रहे हैं मैं आपको इसका डेमो दूंगा स्लाइडसमय का संदर्भ लें २ १५ और अन्य तत्वों के बारे में थोड़ी देर में चर्चा करेंगे तो हम कहते हैं कि हम एक तरह के माइंड मैप को देखना शुरू करते हैं ठीक है इसलिए मैंआपको एक उदाहरण दूंगा मान लीजिए कि मैं जंगल की आग लिखता हूं ठीक है यह मेरा केंद्रीय अंक है इसलिए जंगल की आग में 5 7 अलग अलग अंक हो सकते हैं जैसे जंगल की आग के कारण उसका प्रभाव जंगल की आग की रोकथाम के सुझाव अब यह ४ क्षेत्र हैं जिन पर मैं स्पर्श करूंगा यदि मैं सिर्फ एक तत्व संचार ले रहा हूं तो मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं कि 'क्या' मैं प्रश्न पूछ सकता हूं कि 'कैसे' मैं पूछ सकता हूं की 'कब' और किन घटकों को किस विशेष तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा अगर मैं रोकथाम के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं जागरूकता से रोकथाम कर सकता हूं किसी तरह का नियम को दिशानिर्देश कर सकता हूँ और यहां तक कि अगर आप जागरूकता के बारे में बात कर रहे हैं तो जागरूकता रेडियो टेलीविजन के माध्यम से हो सकती है इसलिए आप देखते हैं कि जब हम माइंड मैप देख रहे होते हैं तो यह फैलने लगता है इसलिए एक बार मैंने ऐसा किया है कि यहां से मैं रूपरेखा पर जा सकता हूं इसलिए मैं कह सकता हूं कि मैं जंगल की आग से शुरू करूंगा मैं जंगल की आग के कारणों से शुरू करूंगा फिर प्रभाव और इसे कैसे रोका जाए और किन कारणों से मैं इन 3 अंकों को उठाऊंगा ये 3 अंक और निष्कर्ष हो सकता है अब यहाँ मेरी एक रूपरेखा है आप देखते हैं कि मन के नक्शे से मैं एक रूपरेखा में अनुवाद करने में सक्षम हूं अब एक गैर रैखिक अनुक्रम से विशेष रूप से पूरी बात को समग्र रूप से देखते हुए अब मैं तय करता हूं कि मैं किसको प्राथमिकता दूंगा कहाँ मैं पहली चीज रखूंगा कहाँ मैं दूसरी चीज रखूंगा कहाँ मैं तीसरी चीज रखूंगा ताकि मेरी प्रस्तुति को स्पष्ट किया जा सकता है इसलिए मेरे मन में पूरी समझ है कि मैं क्या करना चाहता हूं और मैं यह भी कर पाऊंगा कि मैं कुछ मिस कर पाया या नहीं स्टोरीबोर्ड एक ऐसी चीज है जिसे मैं विस्तार से बताऊंगा जब मैं बाद की प्रस्तुतियों में दृश्य संचार के बारे में बात करता हूं प्रवाह महत्वपूर्ण है कि यह प्रवाह होना चाहिए यह एक लय होना चाहिए सब कुछ बाकी सब से जुड़ा होना चाहिए प्रभाव और रोकथाम एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए मैं कारणों को कैसे जोड़ूंगा ताकि हम इसे रोक सकें प्रभाव क्यों यह इतना बुरा है कि हमें इसे रोकने की आवश्यकता है हम इसके बारे में कैसे करते हैं इसलिए कुछ लिंकेज को तार्किक रूप से बनाया जा सकता है ताकि हम इस पूरी चीज़ की योजना बना सकें हम अंतिम भाग में वॉयस और लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं जब हमने कुछ हद तक बोलने के कौशलों के बारे में बात की थी लेकिन प्रस्तुति के संदर्भ में स्थिति आपको अपनी आवाज़ की मात्रा की क्षमता के बारे में पता होना चाहिए आपकी आवाज़ का आयाम कुछ मामलों में आपको ध्वनि सहायता की आवश्यकता होगी और यह जानना महत्वपूर्ण है कि आवाज़ सहायता की आवश्यकता कहाँ है और यह महत्वपूर्ण है कि या तो खुद को कम या ज्यादा मत समझो यदि आप अपने आप को कम आंकते हैं तो आप एक माइक्रोफोन पर चिल्ला रहे हैं और हर किसी को कठिन समय आ रहा है यदि आप अपने आप को अधिक आंक रहे हैं जो आप धीरे बोल रहे हैं और कोई भी आपको सुन नहीं सकता है इस स्तर पर आवाज महत्वपूर्ण है वॉइस वह जगह है जहाँ आप देखते हैं कि यह शब्दों के लिए वाक्यों के लिए एक प्रकार के विकल्प के रूप में कार्य करता है एक लिखित पाठ में आपके पास पैराग्राफ हैं आपको अपने वाक्य से पहले शुरू करना होगा जब एक वाक्य में आपके पास अल्पविराम और विराम चिह्न हों तो अल्पविराम छोटे विराम चिह्न पूर्ण विराम बड़ा विराम चिह्न इटैलिक जोर पैराग्राफ अभी भी बड़ा विराम चिह्न पूंजीकृत शब्द फिर से किसी प्रकार का जोर है अब आपके पास ये वही तकनीक उपलब्ध नहीं हैं जब आप बोल रहे होते हैं लघु ठहराव लंबा ठहराव जोर के लिए पुनरावृत्ति जोर के लिए जोर जोर के लिए धीमा कुछ की ओर इशारा करते हुए इसे जोर देने के लिए नीचे लिखते हुए आप विभिन्न प्रकार की चीजें कर सकते हैं आप देखते हैं कि आवाज और आपके द्वारा वितरित करने का तरीका बहुत अच्छा होगा प्रस्तुतियों के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है और हम आपको निश्चित रूप से कुछ लिंक प्रदान करेंगे जो आपको इस बारे में विचार देगा कि विभिन्न लोग प्रस्तुतियाँ कैसे बना रहे हैं और आप स्वयं के लिए परीक्षण कर सकते हैं कि क्या वे प्रस्तुतियाँ काम कर रही हैं या नहीं इसलिए आप चर्चा मंच पर जाते हैं जैसा कि हम पहले ही हफ्तों में कर चुके हैं और आप उन चीजों को आजमाते हैं और हम देखेंगे कि हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं और हम एक समझौते पर आने की कोशिश करेंगे कि यह कैसे काम कर रहा है तो यह एक ऐसी चीज है जिसे मैंने आपके साथ साझा किया है लेकिन पेसिंग कुछ अलग है पेसिंग आपको किसी चीज को पेश करने में कितना समय लगता है आप बहुत लंबा समय ले सकते हैं या कर सकते हैं आप धीरे धीरे कर रहे हैं यदि मैं बहुत धीरे धीरे बोलना शुरू करता हूं मुझे इस प्रस्तुति के लिए खुद को गति देने की आवश्यकता है मुझे इसे 35 मिनट में पूरा करने की जरूरत है तो पेसिंग कितनी तेजी से बोलता है पेसिंग के संदर्भ में हो सकता है कि मैं क्या छोड़ता हूं प्रस्तुति में 5 अन्य अंक हो सकते हैं लेकिन मेरे पास समय नहीं है अगर मैं बहुत तेज बोलूं तो कोई भी इसका मतलब समझ नहीं पाएगा तो यह पेसिंग नहीं है पेसिंग इसकी योजना बना रहा है मैंने कुछ अंकों को छोड़ दिया है मैंने कुछ अन्य तत्वों पर अधिक समय बिताया है अब मुझे अन्य चीजों के साथ जल्दी से जाने की आवश्यकता है इसलिए आवाज के स्तर पर रणनीतिक रूप से उस स्तर पर पेसिंग करें जहां प्रस्तुतियों के विभिन्न घटक हैं और मैं इसे करने के बारे में कैसे जाता हूं इसलिए यहां कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं जिन पर आप बस जल्दी से विचार कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपने इनमें से कुछ मुद्दों पर पहले ही चर्चा कर ली है जब हमने आवाज के नीरस न होने की बात की थी जो उबाऊ और उत्पात हो सकती है एक आवाज में रुचि की भावनाएं लाना ताकि आपकी प्रस्तुति रोमांचक हो सभी अधिकार रणनीतिक रूप से उन सभी चीजों को धीमा करते हैं जो मैंने पहले भी कहा है आवाज़ से गति अलग अलग होती है वॉल्यूम अलग अलग होता है इन्टोनेशन अलग अलग होता है जहाँ आवश्यकता होती है वहां ब्रेक दें ये कुछ बहुत ही सरल सिद्धांत हैं बस इन पर ध्यान दें और आपके अधिकांश मुद्दों को हल किया जाएगा जैसा कि मैंने पहले बताया जब हम आवाज कौशल के बारे में भी बात कर रहे थे आपको बहुत सी चीजों को लेने की जरूरत नहीं है गति को अलग अलग करें ताकि यह नीरस न हो जाए मात्रा भिन्न हो जाए क्योंकि यह नाटकीय हो जाती है इंटोनेशोण अलग अलग होती है इसलिए उत्तेजना भावनाओं रुचि अन्य चीजों में संचार होता है विराम दें संक्षिप्त और लंबे समय तक यह टिप्पणी करें कि यह प्रस्तुति के विभिन्न भागों प्रस्तुति के महत्वपूर्ण घटक हैं क्योंकि आपके मन में ऐसे मामले होंगे जहां आप केवल अपने शरीर के साथ प्रस्तुति दे रहे होंगे और कुछ नहीं भाषा शब्दों की पसंद मैंने आपके द्वारा बताए गए सरल शब्दों का उपयोग किया शब्दजाल से बचें क्योंकि हमारा इरादा आम तौर पर लोगों को प्रभावित करने के लिए नहीं है अच्छी तरह से लोग प्रभावित हो रहे हैं जो एक अच्छी बात है लेकिन स्पष्टता हमारी प्राथमिक लक्ष्य है इसलिए ऐसा करने के लिए और लोगों को प्रभावित करने के लिए कुछ ऐसा उपयोग करना चाहिए जिसे लोग समझते हैं अपने उच्चारण पर काम करें प्रस्तुति से पहले अभ्यास करें और यदि आवश्यक हो तो इन दिनों अपनी प्रस्तुतियों को मोबाइल फोन से रिकॉर्ड करें और पता करें कि आपने कैसे किया है जहाँ आप गलतियाँ कर रहे हैं ताकि आप उन पर सुधार कर सकें तो आप पाते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह प्रस्तुति दो भागों में विभाजित है इसलिए गैर मौखिक बॉडी लैंग्वेज कंपोनेंट और साथ ही विजुअल कंपोनेंट जो पहले से ही थोड़ा विस्तृत हो चुका है वे चीजें होंगी जिन्हें अगले सत्र में लिया जाएगा धन्यवाद दोस्तों